आपको उन कक्षाओं में से एक याद है जब मैंने इस कॉफी कप का उल्लेख किया था उदाहरण के लिए मैं यहां सिर्फ एक कॉफी कप रखता हूं और फिर हम कहते हैं कि 50 डिग्री 60 डिग्री तापमान जो भी हो और फिर आप इसे छोड़ दें इसे वहां अलग छोड़ दें तो यह आसपास के तापमान मान लीजिए कि 25 डिग्री के साथ संतुलन तक पहुंचने वाला है तो अब कोई यह अनुमान लगाएगा जाहिर है ऊष्मा परिवहन का संवाहन मोड है लेकिन क्या नहीं है जाहिर है यह देखने के लिए कि एक ही प्रक्रिया में ऊष्मा परिवहन का संवहन मोड भी है तो ध्यान दें कि इस उदाहरण में कोई दबाव संचालित प्रवाह नहीं है यह सिर्फ तरल पदार्थ है जो कॉफी कप में बैठा है है ना तो क्या होता है कि स्थानीय तापमान में परिवर्तन के कारण जो घनत्व अंतर होगा वह मुक्त संवहन प्रवाह कहलाता है अब इसे देखने का एक आसान तरीका यह है कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है जो आपके कॉफी कप के उदाहरण के समान तरल पदार्थ से भरा है सिवाय इसके कि मैं अब शीर्ष को बंद कर देता हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि द्रव पूरी तरह से भर जाए तो अब अगर मैं शीर्ष सतह के तापमान को T1 और नीचे की सतह को T2 के रूप में बनाए रखता हूं अब यदि T1 T2 से बड़ा है तो हम घनत्व के बारे में क्या कह सकते हैं घनत्व तापमान का एक कार्य है तो आप घनत्व के बारे में क्या कह सकते हैं तापमान उच्च होगा तो घनत्व कम होगा सही क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो आप द्रव को फैलने देते हैं और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शीर्ष सतह पर द्रव का घनत्व नीचे की सतह पर द्रव के घनत्व की तुलना में कम होने वाला है तो यह एक बहुत ही स्थिर स्थिति है जहाँ हल्का द्रव अब भारी द्रव के ऊपर बैठा है तो यह एक बहुत ही स्थिर स्थिति है अब अगर मैं एक समानांतर लेता हूं जहां T1 T2 से कम होता है तो मान लीजिए कि मैं ऊपर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम हूं जो नीचे के तापमान से कम है और वास्तव में ऐसा तब होता है जब आप कॉफी के कप को टेबल पर खाली छोड़ देते हैं तो टेबल के नीचे तापमान जल्दी से कॉफी के साथ संतुलन में होगा और शीर्ष अब वातावरण के संपर्क में है तो तापमान कम है तो आप उम्मीद करते हैं कि शीर्ष सतह के पास तरल पदार्थ का घनत्व अधिक होने वाला है घनत्व नीचे की सतह तक पहुंच जाएगा तो यह एक अस्थिर स्थिति है जहाँ आपके पास एक भारी तरल पदार्थ है जो अब हल्के द्रव के ऊपर बैठा है तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा यह भारी द्रव को तुरंत नीचे की ओर प्रवाहित करने के लिए खींचेगा और हल्का द्रव ऊपर की ओर बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण अब उस पर कार्य करेगा और यह भारी द्रव को नीचे खींच लेगा और इसलिए इसका जो परिणाम होता है वह द्रव का संचलन है तो इसका परिणाम एक पुनरावर्तन में होता है तो इसका परिणाम द्रव के पुनरावर्तन में होता है हालांकि यह एक ही बाड़े में है आप बाहर से अतिरिक्त तरल पदार्थ नहीं जोड़ रहे हैं कोई पोस्ट संवहन नहीं है द्रव को जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है प्रवाह के दौरान कोई दबाव नहीं होता है क्योंकि तापमान अंतर के परिणामस्वरूप घनत्व अंतर होता है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण अब एक भूमिका निभाना शुरू कर देगा और द्रव का पुनरावर्तन होगा जिस क्षण पुनरावर्तन होता है संवहन धारा बनाने लगता हैं इसलिए जब भी प्रवाह होता है तो आपके पास ऊष्मा परिवहन का संवहनी माध्यम होता है तो हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि जब आपके पास मुक्त संवहन होता है तो संवहन मोड को कैसे चिह्नित किया जाए तो हम जो देखने जा रहे हैं वह प्राकृतिक संवहन के दौरान ऊष्मा परिवहन की विशेषता है हम यही देखने जा रहे हैं तो पहला उदाहरण हम देखने जा रहे हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट है मान लीजिए कि एक ऊर्ध्वाधर प्लेट है जो हमें तापमान Ts पर बनाए रखने के लिए कहती है और बहुत सारे तरल पदार्थ मौजूद हैं और अचानक मैं इस खड़ी प्लेट को द्रव में डाल रहा हूँ तो एक तरल पदार्थ है जो अब स्थिर है जो हिल नहीं रहा है लेकिन मैं अचानक इसे तरल पदार्थ में डाल रहा हूं अब यह एक बुरा उदाहरण नहीं है बहुत सारे शमन प्रक्रिया उद्योग वास्तव में इस तरह से किए जाते हैं जहां एक गर्म सामग्री अचानक पानी में डंप हो जाती है तो मान लीजिए मेरे पास मौन द्रव है जो चारों ओर बैठा है मौन का अर्थ है मूल रूप से स्थिर या निष्क्रिय बैठना जो तरल पदार्थ बस खाली बैठा है वह हिल नहीं रहा है वह कुछ भी नहीं कर रहा है और इसलिए सभी दिशाओं में bulk velocity 0 है इसलिए यदि मैं अब निर्देशांक देता हूं यदि यह मेरी x दिशा है और u मेरा x घटक वेग है और यह y दिशा है v मेरा y घटक वेग है तो u और v दोनों बल्क में 0 हैं लेकिन फिर उस द्रव का क्या होता है जो प्लेट के पास होता है क्योंकि द्रव तो हम कहते हैं कि यह एक तापमान टिनफिनिटी है जो प्लेट के तापमान से छोटा है और वास्तव में आप यही करते हैं जब आपके पास शमन अभ्यास होता है जहां आप सामग्री के तापमान को कम करना चाहते हैं और इसलिए आप जल्दी से पानी को दोगुना कर देते हैं तो अब यदि मान लें कि bulk तापमान प्लेट तापमान की तुलना में छोटा है तो इस प्लेट के बहुत करीब जो तरल पदार्थ मौजूद हैउसका घनत्व ढाल होगा और वह सीमा परत कहलाता है मैं एक मिनट में बताऊंगा कि यह सीमा परत क्यों बनती है तो मान लीजिए कि मैं सतह के बहुत करीब तरल कणों को देखता हूं तो वे जल्दी से संतुलित हो जाएंगे और वे इस परत तक पहुंच जाएंगे प्लेट के बहुत करीब वह परतप्लेट के बगल में है वे जल्दी से सतह के तापमान को संतुलित करने और उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए कि यदि बल्क में द्रव का घनत्व rho infinity है तो द्रव का घनत्व क्या होगा यह अधिक या कम होगा यह कम होगा क्योंकि हमने कहा Ts सतह का तापमान द्रव तापमान से बड़ा है है ना इसलिए अगर मैं इसे rho one कहता हूं तो यह बल्क घनत्व से कम होगा तो अब अगर मैं प्लेट में और नीचे जाता हूं तो अब यह तरल पदार्थ जो इस स्थान पर मौजूद है प्लेट की सतह के संपर्क में आने वाले द्रव की तुलना में बहुत अधिक अवधि के लिए है इसलिए मैं इसे अभी अंदर डंप कर रहा हूं तो ये द्रव कण जो इस स्थान पर मौजूद हैं उनमें अब घनत्व प्रवणता होगी तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि rho 1 तो अब इसकी घनत्व प्रवणता होगी यह धीरे धीरे बल्क के घनत्व तक पहुंच जाता है तो यहाँ द्रव का घनत्व यह घनत्व प्रोफ़ाइल था यहाँ द्रव का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा बल्क समीक्षा होगी तो इसलिए सतह के करीब आप ऊर्ध्वाधर दिशा में घनत्व ढाल स्थापित करते हैं और इसलिए जो तरल पदार्थ यहां मौजूद है यह एक बल्क तरल पदार्थ है तो बल्क द्रव नीचे बहने लगता है जो तरल पदार्थ सीमा परत के करीब मौजूद होता है वह नीचे बहने लगेगा और जो तरल पदार्थ यहां मौजूद है वह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा तो यह एक पुनरावर्तन स्थापित करता है और यह ऊष्मा परिवहन के एक संवहनी मोड की ओर जाता है जो सतह के बहुत करीब है और यह सीमा परत की मोटाई आमतौर पर एक पोस्ट संवहन अवधि में आपको मिलने वाली सीमा परत की तुलना में बहुत छोटी है तो इसलिए हम क्या देखने जा रहे हैं इस तरह की समस्या के लिए समीकरण कैसे लिखें और इस तरह की समस्या के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक कैसे खोजें तो मान लीजिए कि मैं यहां घनत्व प्रोफ़ाइल लेता हूं अब मैं यहां इस स्थान पर घनत्व प्रोफ़ाइल को देखता हूं जबकि यहां किसी भी plane को देखता हूं किसी भी plane को किसी भी y पर मान लीजिए हम y1 कहते हैं तो यह घनत्व प्रोफ़ाइल y दिशा में घनत्व प्रवणता का कारण बनने जा रही है और इसलिए यह नीचे जाने वाली है यह यहां ऊपर जाने वाला है तो एक बात हाँ क्या क्यों चाहिए नहीं नहीं जब मैं कहता हूं कि यह rho 1 है तो यह जल्दी से संतुलन बनाने की कोशिश करेगा लेकिन फिर जैसे ही आप उस प्लेट को अंदर छोड़ देंगे हर स्थान तुरंत संतुलित नहीं होगा इसलिए जैसे ही आप प्लेट को गिराते हैं आपको द्रव का पुनरावर्तन दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन इसका यह पहलू समान घनत्व में समान तापमान तक पहुंचने के बाद प्लेट के तरल पदार्थ के अंदर पर्याप्त समय तक उजागर होने के बाद होता है इसलिए जैसे ही आप प्लेट को अंदर गिराएंगे रीसर्क्युलेशन शुरू हो जाएगा तो वह क्षणभंगुर है तो क्षणिक ही सीमा परत में संवहन के लिए गति का सेट है और यह तब शुरू हो जाएगा जब प्लेट को वहां बदलने के बाद भी प्लेट को अंदर रखा जाएगा Y दिशा हाँ यह इस दिशा में गुरुत्वाकर्षण है हाँ लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा कि यहाँ गति 2 आयामी होने जा रही है देखें मैंने केवल एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक आयामी उदाहरण दिया है लेकिन वास्तव में गति 2 आयामी होने जा रही है इसलिए भले ही गुरुत्वाकर्षण नीचे के खंड में कार्य कर रहा हो हमेशा एक घटक होता है जो वास्तव में द्रव को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बनाता है तो यह एक 2 आयामी गति है जिसमें आपके पास u और v दोनों सीमा परत के अंदर होंगे Rho कहाँ पर हाँ यह सही है सही है लेकिन अगर मैं 1 plane को देखता हूं लेकिन सीमा परत plane नहीं है सीमा परत एक plane नहीं है है ना तो मान लीजिए कि एक सीमा परत है और एक ही तल में है तब आप उम्मीद करेंगे कि कुछ भी हिलने वाला नहीं है लेकिन जिस हद तक द्रव प्लेट की उपस्थिति को महसूस कर रहा है प्लेट के साथ हर स्थान पर समान नहीं है अगर थाली के साथ हर जगह एक जैसा होना है तो आप क्या कहते हैं जहां यह समान नहीं है तो इसलिए हम एक 2 आयामी गति स्थापित करने जा रहे हैं और यही कारण है कि आपके पास एक निश्चित आकार है तो वैसे भी अब हम यह देखने जा रहे हैं कि इस समीकरण को कैसे चिह्नित किया जाए तो अब तक हम हमेशा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नज़रअंदाज़ करते हैं और वास्तव में हम उस प्रभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं जिसे शरीर बल कहते हैं तो आज के अगले व्याख्यान में हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि body forces को कैसे शामिल किया जाए और ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया heat transport process की विशेषता बताई जाए तो हमें संवेग संतुलन लिखना होगा इसलिए प्रक्रिया को चिह्नित करने के लिए हमें संबंधित शेष राशि लिखने की आवश्यकता है तो आइए x संवेग संतुलन लिखें तो x संवेग संतुलन क्या है तो चलिए बताते हैं लिखने के 2 तरीके कौन से हैं जो शामिल हैं आप शेल बैलेंस से पहले सिद्धांतों से शुरू कर सकते हैं या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं और आप जान सकते हैं कि गणितीय प्रतिनिधित्व क्या है इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया है और आप सही चिह्न लगाते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो प्रक्रियाएं क्या हैं तो हमारे पास x और y दोनों दिशाओं x में संवहन है हमारे पास चालन प्रक्रिया है फिर हमारे पास दबाव ढाल है हमारे पास शरीर बल हैं तो ये 4 शब्द शामिल हैं इसलिए हम आसानी से x संवेग संतुलन लिख सकते हैं udu by dx plus vdu by dy जो minus 1 by rho dt by dx minus g plus mu into d square u by dy square के बराबर है अब यह सीमा परत अनुमान सहित मानने के बाद है तो यह x संवेग संतुलन है और y संवेग संतुलन समीकरण dt dt by dy है जो कि 0 है इसलिए जब आप सीमा परत अनुमान का परिचय देते हैं तो यह y संवेग संतुलन होगा तो आप अगले व्याख्यान में क्या करेंगे कि इन संवेग संतुलन और ऊर्जा संतुलन को कैसे लिया जाए जिसे हम लिखने जा रहे हैं कि इसे गैर आयामी कैसे बनाया जाए याद रखें कि जब आप सभी मामलों के लिए गैर आयामी बनाते हैं तो हमने अब तक हमेशा एक संदर्भ तापमान और संदर्भ वेग था हमारे पास हमेशा एक मुक्त भाप वेग और मुक्त भाप तापमान था दुर्भाग्य से यहां कोई मुक्त भाप वेग नहीं है हमारे पास एक मुक्त भाप तापमान है जो टिनफिनिटी है लेकिन कोई मुक्त भाप वेग नहीं है इसलिए अब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि इस तरह की स्थिति को कैसे संभालना है जहां वास्तव में कोई संदर्भ वेग नहीं है फिर भी इसे कैसे गैर आयामी बनाना है और प्रक्रियाओं को कैसे चिह्नित करना है और किस तरह का गैर आयामी मात्रा है जो हमें प्राप्त होगी